इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम में दो दृश्य होते हैं एक उपयोगकर्ता दृश्य है दूसरा सिस्टम दृश्य है तो उपयोगकर्ता दृश्य में भी आप विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों के बारे में सोच सकते हैं इस उपयोगकर्ता दृश्य इंटरफ़ेस के संदर्भ में एक कंप्यूटर सिस्टम का एक प्रमुख वर्गीकरण यह है कि कुछ कंप्यूटर एकल उपयोगकर्ता उपयोग के लिए हैं उदाहरण के लिए यदि आपको एक टैबलेट मिला है यदि आपको एक डेस्कटॉप पीसी या वर्कस्टेशन मिला है जहां एक उपयोगकर्ता एक समय में काम कर रहा है इस तरह से यह है कि इन प्रणालियों को एक उपयोगकर्ता द्वारा अपने संसाधनों के एकाधिकार के लिए डिज़ाइन किया गया है यदि कई उपयोगकर्ता हैं और सिस्टम में उपयोगकर्ता अकेला है तो मुझे इसके बारे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है मुझे इस विशेष उपयोगकर्ता द्वारा बनाई गई प्रक्रियाओं में डेटा की सुरक्षा के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे पास यह सुनिश्चित करने के लिए उपयोगकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि यह सब कुछ ठीक है इसलिए वे एक कार्यक्रम के लिए प्रयास नहीं करते हैं दूसरों के डेटा को चुराने की कोशिश नहीं करते हैं या एक कार्यक्रम किसी अन्य प्रोग्राम द्वारा रखे गए डेटा को संशोधित करने का प्रयास नहीं करते हैं तो यहां लक्ष्य उस कार्य को अधिकतम करना है जो उपयोगकर्ता प्रदर्शन कर रहा है मैंने उद्देश्यपूर्ण रूप से इसे नाटक के रूप में रखा है क्योंकि कई कंप्यूटर सिस्टम विशेष रूप से व्यक्तिगत उपयोग के लिए तो उनका उपयोग गेम खेलने के लिए या मनोरंजन के लिए और सभी के लिए किया जाता है इसके लिए प्रदर्शन को अधिकतम करना पड़ता है इसलिए यदि आप अपने संगीत को सुनते हुए कह रहे हैं तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस फाइल की प्रोसेसिंग में समय लगता है और परिणामस्वरूप संगीत बीच में ही बाधित हो जाता है ऐसा नहीं होना चाहिए तो मेरा कंप्यूटर सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि ये सुविधाएं बहुत आसानी से प्रदान की जाएं ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादातर उपयोग में आसानी और अच्छे प्रदर्शन के लिए डिज़ाइन किया गया है जैसे कि डेस्कटॉप पर आपको शायद ही टच स्क्रीन प्रकार का इंटरफ़ेस मिलेगा जबकि अगर आपके पास एक टैबलेट या मोबाइल फोन और ऐसी डिवाइस तो वे यह हैं कि हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिला है लेकिन वहाँ यह संभावना है कि उपयोगकर्ता उस प्रकार के इंटरफेस का उपयोग करेगा इसलिए हमें उपयोग में आसानी और निष्पादन के मुद्दों के बारे में सोचना होगा तो आम तौर पर लोग सेल फोन के साथ कीबोर्ड संलग्न करना पसंद नहीं करेंगे यही कारण है कि सेल फोन स्क्रीन पर ही कीबोर्ड बनाया गया है लेकिन एक डेस्कटॉप पीसी पर लोग इस तरह के कीबोर्ड को स्क्रीन पर उपलब्ध कराना पसंद नहीं करेंगे इसलिए अधिकांश समय क्योंकि हमें एक अलग कीबोर्ड फुल फ्लेग्ड कीबोर्ड उपलब्ध है जो उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किया जाने वाला है तो वहाँ उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से एक उपयोगकर्ता प्रणाली और बहु उपयोगकर्ता प्रणाली के बीच अंतर बनाता है दूसरा प्रकार जो हमारे पास है वह मल्टी यूजर कंप्यूटर है इसलिए हमें मेनफ्रेम और कंप्यूटिंग सर्वर मिल गए हैं इसलिए मेनफ्रेम वे बड़े सिस्टम हैं इसलिए उनका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है शायद उच्च स्तर की संगणना बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक संगणना और सभी के लिए या कुछ सेवाओं को प्रदान करने के लिए हो सकता है तो उस तरह से हम ऐसा कर सकते हैं या यह सब एक साथ कुछ कंप्यूटिंग सर्वर हो सकता है तो यह उदाहरण के लिए हो सकता है कि मैं एक प्रयोगशाला चला रहा हूं जहां सैकड़ों छात्र हैं जो अपने कार्यक्रम लिख रहे हैं और इस तरह से सिस्टम को इन सभी उपयोगकर्ताओं को कम्प्यूटेशनल सेवा प्रदान करना है मल्टी यूजर सिस्टम इसलिए हमारे पास कई उपयोगकर्ता होंगे और यह होगा कि उन्हें एक कुशल फैशन में अपने काम को पूरा करने की आवश्यकता होगी इसलिए इसके माध्यम से ये उपयोगकर्ता संसाधनों को साझा करते हैं और जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं इसलिए एक बहु उपयोगकर्ता प्रणाली में यह मामला हो सकता है कि प्रोग्राम का एक हिस्सा कई लोगों द्वारा विकसित किया गया है इन सभी प्रोग्राम को एक साथ चलाने की आवश्यकता है और चूंकि वे एक बड़ी प्रणाली का हिस्सा हैं इसलिए उन्हें कुछ डेटा मिला है उनके बीच सार्वजनिक है तो कुछ डेटा आइटम मान की गणना प्रोग्राम 1 द्वारा की जाती है प्रोग्राम 2 द्वारा उसे प्रयोग किया जाता इस तरह उन्हें जानकारी का आदान प्रदान करने की आवश्यकता होती है और उन्हें संसाधनों को भी साझा करना होता है हो सकता है कि कुछ प्रोसेस 1 किसी फाइल पर लिख रही हो और कुछ अन्य ऑपरेशन करने के लिए इस फाइल को प्रोसेस 2 पढता है तो इस तरह यह फाइल एक साझा संसाधन बन जाता है इसलिए जब प्रोसेस 1 फ़ाइल पर लिख रही है तो प्रोसेस 2 को इसे एक साथ नहीं पढ़ना चाहिए जब प्रक्रिया 2 इसे पढ़ रही है तो प्रक्रिया 1 को इसे संशोधित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए अन्यथा फ़ाइल सामग्री असंगत हो जाएगी और दोनों में से कोई भी प्रोसेस अलग व्यव्हार शुरू कर सकती है तो यह समस्या है इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को इस प्रकार का सिंक्रनाइज़ेशन प्रदान करना होगा जहां वे यह सुनिश्चित करेंगे कि यह घटक जानकारी का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं तो ऐसे मामलों में ऑपरेटिंग सिस्टम को संसाधन उपयोग को अधिकतम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है इसलिए यहां उपयोग में आसानी एक बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता है लेकिन यह संसाधन उपयोग है इसलिए इन संसाधनों का उपयोग करने का प्रतिशत जैसे कि एक कंप्यूटर सिस्टम में अगर मुझे दो प्रिंटर जुड़े हुए हैं दो डिस्क ड्राइव जुड़े हुए हैं तो मैं क्या करना चाहूंगा कि प्रिंटर का 100 प्रतिशत उपयोग हो डिस्क ड्राइव का 100 प्रतिशत उपयोग हो इसलिए यह संभव है या नहीं यह एक अलग मुद्दा है लेकिन मैं एक सिस्टम डिजाइनर के रूप में काम करना चाहूंगा मैं इन सभी सिस्टम संसाधनों का 100 प्रतिशत उपयोग करना चाहूंगा तो यह सीपीयू समय फिर मेमोरी और आई ओ उन्हें कुशलता से उपयोग किया जाना चाहिए और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि व्यक्तिगत उपयोगकर्ता के लिए वे अपने शेयर से अधिक नहीं ले सकते इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आम तौर पर जब हम किसी संस्थान या अपने कॉलेज में प्रोग्राम लिख रहे होते हैं और प्रोग्राम निष्पादित करते हैं हम इसके लिए भुगतान नहीं करते हैं लेकिन एक ऐसे संगठन में जहां आपको यह कंप्यूटिंग सेवा प्रदान कर रहे हैं वहां सब कुछ देय है तो उपयोगकर्ता को सीपीयू समय की राशि के लिए चार्ज किया जाना चाहिए जो उपयोगकर्ता ने उपयोग किया है जो उपयोगकर्ता ने डिस्क स्थान की मात्रा का उपयोग किया है मुख्य मेमोरी की मात्रा जो प्रोग्राम ने उपयोग की है तो वहाँ यह मामला है कि अगर उपयोगकर्ता ने कुछ निश्चित संसाधनों के लिए भुगतान किया है तो उपयोगकर्ता को इससे अधिक खर्च करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए तो यह है कि यहाँ कहा जाता है कि वे अपने हिस्से से अधिक नहीं लेना चाहिए तो इस बहु उपयोगकर्ता कंप्यूटर में और अधिक कठिन हो जाता है इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का डिज़ाइन अधिक कठिन हो जाता है इसलिए हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन में इसका कैसे ध्यान रखा जा सकता है हैंडहेल्ड कंप्यूटर तो यह कंप्यूटर के उपयोगकर्ता दृश्य का एक और वर्ग है जैसा कि मैंने कहा स्मार्ट फोन और टैबलेट और जैसा कि मैंने कहा कि उनके पास आम तौर पर एक टच स्क्रीन है जो अन्य कंप्यूटर सिस्टम में उपलब्ध नहीं है जिसे हमने डेस्कटॉप या सर्वर की तरह देखा है ये सिस्टम संसाधन खराब हैं इसलिए उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में मेमोरी नहीं है तो अगर आप सेल फोन का उपयोग कर रहे हैं तो हमें केवल जीबी की सीमा में कुछ मेमोरी मिली है गीगाबाइट 32 जीबी या 128 जीबी ऐसा है लेकिन हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में स्टोरेज नहीं है ठीक तो इससे बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहीत करने में कठिनाई होती है तो निश्चित रूप से आपको जो करना चाहिए वह यह है कि समय समय पर आपको डेटा को किसी ऐसे स्थान पर अपलोड करना चाहिए जहां हमें भारी मात्रा में विशाल स्थान उपलब्ध हो लेकिन संचालन प्रयोग करने के लिए और बैटरी जीवन के लिए अनुकूलित है यह बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए अगर कुछ गणना करने के लिए आपकी बैटरी जो कि बहुत अधिक ऊर्जा लेती है तो बैटरी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी तो वेब ब्राउज़र जो हमारे पास एक डेस्कटॉप सिस्टम में है और एक वेब ब्राउज़र है जो आपके पास मोबाइल फोन में है तो वे समान क्षमता के नहीं होने चाहिए क्योंकि सेल फोन पर इस चीज़ को करने के लिए जितनी मात्रा की जरूरत होती है एक सामान्य कंप्यूटर सिस्टम की तुलना में काफी कम है या अगर आप कुछ कम्प्यूटेशनल काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो वे आम तौर पर इन हैंडहेल्ड कंप्यूटरों में नहीं डाले जाते हैं क्योंकि इस कारण से बिजली की मात्रा अधिक होगी परिणामस्वरूप बैटरी खत्म हो जाएगी तो हैंडहेल्ड डिवाइस इन वेब ब्राउज़िंग और उस तरह की चीजों के लिए अनुकूलित हैं तो हम फोन कॉल और सभी करने के लिए हो सकता है तो बहुत ही सरल प्रकार के ऑपरेशन और वहाँ बैटरी लाइफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है फिर हमें एम्बेडेड कंप्यूटर मिले हैं इसलिए एम्बेडेड कंप्यूटर अब हर जगह आप किसी भी उपकरण या बड़े यांत्रिक या विद्युत उपकरण को देखते हैं उनमें से कई को कंप्यूटिंग संसाधन या कंप्यूटिंग मशीन के भीतर कुछ कंप्यूटिंग प्लेटफ़ॉर्म मिला है उदाहरण के लिए जब आप कार चला रहे होते हैं तो बड़ी संख्या में प्रोसेसर होते हैं जो कार के अंदर होते हैं जो वास्तव में इस ब्रेकिंग सिस्टम तरल पदार्थ जैसे ऑपरेशन तो ईंधन इंजेक्शन प्रणाली यह पावर विंडो पावर स्टीयरिंग फिर यह एसी नियंत्रण प्रणाली को नियंत्रित कर रहा है तो जैसे कि इन सभी चीजों का ध्यान प्रोसेसर द्वारा किया जाता है जो हमारे पास कार में हैं अब जाहिरा तौर पर कार के उपयोगकर्ता के रूप में इसलिए हम उन सभी प्रोसेसर को ठीक नहीं देखते हैं इसलिए वे बस छिपे हुए हैं इसलिए हम बस कुछ स्टीयरिंग व्हील और बटन यहां और वहां दबाते हैं और जिस तरह से कार चलती है लेकिन हम ऐसा नहीं समझते हैं इसी तरह यदि आप अपनी वॉशिंग मशीन को देखते हैं तो उसे कई सेंसर और एक्ट्यूएटर और प्रोसेसर मिले हैं जो वास्तव में ऑपरेशन के विभिन्न चरणों को नियंत्रित करने के लिए गणना कर रहे हैं जैसे कि कितना पानी लेना चाहिए तदनुसार तापमान स्तर क्या है कितने टर्न लगेंगे कपडे को तो स्पिन के सूखने में कितना समय लगना चाहिए हमें कंप्यूटर मिल गया है लेकिन यह किसी विशेष कार्य के लिए समर्पित है तो उनके पास ऐसे इंटरफेस नहीं हैं जो हमारे पास सामान्य कंप्यूटर सिस्टम में हैं लेकिन उन्हें इंटरफेस मिला है जैसे कि संख्यात्मक कीपैड और कुछ संकेतक लाइट है जो स्थिति दिखा सकते हैं इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो हमारे पास हैं वे मुख्य रूप से उपयोगकर्ता के हस्तक्षेप के बिना चलाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं यूजर्स सिस्टम के बदलाव को देखते हैं हालांकि आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर से मेनफ्रेम तक इस हैंडहेल्ड सेल फोन से इन एम्बेडेड कंप्यूटर जैसे फ्रिज वॉशिंग मशीन एसी तक के लिए इसलिए हर जगह आप देखते हैं कि कुछ प्रोसेसर है और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन उनके लक्ष्य अलग हैं और सिस्टम का दृष्टिकोण अलग है तो कोई भी कंप्यूटर पर एम्बेडेड कंप्यूटर पर कुछ गणना करना पसंद नहीं करेगा जो हमारे पास एक कार में है ताकि वह बदल जाए अब सिस्टम के दृष्टिकोण से ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के साथ सबसे अधिक शामिल होने वाला प्रोग्राम है क्योंकि वे सीधे अंतर्निहित हार्डवेयर से बात कर रहे हैं इसलिए कंप्यूटर के दृष्टिकोण से यह बिंदु है इसलिए एक सिस्टम डिजाइनर के रूप में हमें यह देखना होगा कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे बात कर सकता हूं मैं अंतर्निहित हार्डवेयर से बात करता हूं और मैं उपयोगकर्ता को सेवाएं कैसे प्रदान कर सकता हूं और अंत में उन सेवाओं को अंतर्निहित हार्डवेयर द्वारा किया जाता है इसलिए मुझे हार्डवेयर को कुछ निश्चित चीजों करने के लिए कहना है और मुझे उन निर्देश को उचित तरीके से देने में सक्षम होना चाहिए तो इस तरह से एक सिस्टम के नजरिए से एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक संसाधन आवंटनकर्ता है तो यह सभी संसाधनों का प्रबंधन करता है इसे सभी संसाधनों का प्रबंधन करना पड़ता है और इसे कुशल और उचित संसाधनों के लिए परस्पर विरोधी अनुरोधों के बीच तय करना होता है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मुझे कई प्रक्रियाएं मिली हैं खासकर बहु उपयोगकर्ता प्रणालियों में इसलिए हमें कई उपयोगकर्ता प्रक्रियाएं मिली हैं और वे सिस्टम संसाधनों के लिए अनुरोध कर रहे हैं और मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि वे एक साथ नहीं दिए गए हैं यदि संसाधन संसाधन के प्रकार पर निर्भर करता है तो प्रिंटर जैसे कुछ संसाधनों के लिए मैं इसे एक साथ एक से अधिक प्रक्रिया में नहीं दे सकता जबकि यदि आप किसी अन्य प्रकार के संसाधन को देखते हैं उदाहरण के लिए स्क्रीन इसलिए आम तौर पर अगर स्क्रीन को कुछ विंडो और कई उपयोगकर्ता कार्यक्रमों में विभाजित किया जाता है तो उन्हें अलग अलग विंडो पर चलने के लिए बनाया जा सकता है या भले ही यह एक ही विंडो हो इसलिए वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे एक ही विंडो पर लिखने वाले विभिन्न प्रोग्राम केवल एक ही विंडो पर लेखन के कारण हो सकते हैं इसलिए समग्र एप्लिकेशन का प्रभाव बदल जाता है तो इस तरह से कुछ मामलों में हमें एक साथ उपयोग की अनुमति देने की आवश्यकता है कुछ मामलों में हमें एक साथ उपयोग को रोकना चाहिए कुछ मामलों में यह संभव है कि संसाधन प्रक्रिया को दिया गया था लेकिन हम इसे वापस ले सकते हैं उदाहरण के लिए प्रत्येक प्रक्रिया निष्पादित करने के लिए सीपीयू तक पहुंच की आवश्यकता होती है तो सीपीयू प्रक्रिया को निष्पादित करेगा अब मान लीजिए कि मैंने सीपीयू में निष्पादन के लिए एक प्रक्रिया दी है इसी बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आता है सीपीयू में और मुझे तुरंत ऐसा करना होगा फिर एक सीपीयू के लिए हम देखेंगे कि यह संभव है कि हम वर्तमान में चल रहे कार्य को निलंबित कर दें और इस CPU को नए तत्काल आवश्यक कार्य को दे दें और जब वह कार्य पूरा हो जाए तो हम मूल कार्य को बहाल कर दें और यह जारी रहे जैसे कि कुछ भी नहीं है केवल कुछ समय बीत चुका है लेकिन जहां तक प्रणाली का संबंध है कुछ भी नहीं हुआ है तो इस तरह प्रोसेसर को प्रक्रिया से वापस ले जाया जा सकता है या सीपीयू को प्रक्रिया से वापस ले जाया जा सकता है लेकिन प्रिंटर के संदर्भ में सोचें इसलिए प्रिंटर प्रक्रिया को दिया जाता है लेकिन भले ही कुछ अन्य प्रक्रियाएं आ गई हों जिन्हें प्रिंटर की तुरंत आवश्यकता होती है लेकिन यह दिया नहीं जा सकता क्योंकि मुद्रित परिणाम दो अलग अलग कार्यक्रमों से आउटपुट का मिश्रण होगा और यह उपयोगी नहीं हो सकता है तो इस तरह से संसाधन आवंटन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है इसलिए संसाधनों का प्रबंधन करना होगा और इसे संसाधन अनुरोधों के बीच तय करना होगा उसी समय हमें इस मामले का ध्यान रखना होगा कि कुछ प्रक्रिया स्टारवेशन की समस्या का सामना नहीं कर रही है ऐसा नहीं है कि यह संसाधन का अनुरोध नहीं किया है लेकिन यह बिल्कुल नहीं हो रहा है इसलिए यह नहीं होना चाहिए इसलिए इस पर ध्यान देना होगा फिर यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक नियंत्रण कार्यक्रम है इसलिए यह कंप्यूटर की त्रुटियों और अनुचित उपयोग को रोकने के लिए कार्यक्रमों के निष्पादन को नियंत्रित करता है इसलिए यह एक नियंत्रण कार्यक्रम के रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और दृश्य है तो फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा पर वापस आ रहे हैं इसलिए जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इसकी कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है हालाँकि हम इस तरह की कई परिभाषाओं के बारे में सोच सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रयोग करने योग्य कंप्यूटिंग सिस्टम बनाने की समस्या को हल करने के लिए एक उचित तरीका पेश करता है तो यह मूल रूप से कुछ मायने में हम हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए फिर से वही बात है कंप्यूटर सिस्टम का मौलिक लक्ष्य उपयोगकर्ता कार्यक्रमों को निष्पादित करना और उपयोगकर्ता की समस्याओं को आसानी से हल करना है तो यह दूसरा बिंदु है इसलिए हम उपयोगकर्ता के समस्या समाधान के अनुभव को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे अकेले हार्डवेयर का उपयोग करना विशेष रूप से आसान नहीं है इसलिए एप्लिकेशन प्रोग्राम या एप्लिकेशन प्रोग्राम विकसित किए जाते हैं इसलिए जैसा कि मैंने कहा है कि यदि आपको केवल हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम मिला है तो अनुप्रयोगों को विकसित करना आसान नहीं है इसलिए हमें कुछ एप्लिकेशन प्रोग्राम विकसित करने होंगे तो इन कार्यक्रमों के लिए कुछ सामान्य संचालन की आवश्यकता होती है जैसे कि I O उपकरणों को नियंत्रित करना और ऑपरेटिंग सिस्टम में लाए गए संसाधनों को नियंत्रित और आवंटित करने के सामान्य कार्य इसलिए अंततः हम कह सकते हैं कि संसाधनों को नियंत्रित करना और उन्हें आवंटित करना तो वे हम इसे अलग से करते हैं मैं हार्डवेयर मॉड्यूल को अलग अलग नियंत्रित करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम बना सकता हूं लेकिन उन्हें एक साथ एक ही कार्यक्रम में ले जाया जाता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यह परिभाषित करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है फिर से एक और दृश्य एक और परिभाषा इस तरह हो सकती है एक साधारण दृश्य बिंदु यह है कि इसमें सब कुछ शामिल है एक विक्रेता जो आपको देता है जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम आर्डर करते हैं तो यह एक बहुत ही सामान्य तरीका है मुझे यह बताने का कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इसलिए जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पूछते हैं तो वह सब कुछ आपको वेंडर से मिलता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसलिए जिन विशेषताओं को शामिल किया गया है वे प्रणालियों में बहुत भिन्न हैं कुछ प्रणालियां एक मेगाबाइट से कम जगह लेती हैं और एक पूर्ण स्क्रीन संपादक की भी कमी होती है तो हो सकता है कि जब आप एक माइक्रोकंट्रोलर या माइक्रोप्रोसेसर बोर्ड खरीद रहे हों तो इसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिला है वे इसे मॉनिटर रूटीन या ऐसा कुछ कहते हैं इसलिए उनके पास इस स्क्रीन और सभी के लिए ये इंटरफेस नहीं हैं तो वहाँ भी हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिला है हो सकता है कि इसमें एलईडी या एलसीडी डिस्प्ले हो और इसमें कीपैड दिया गया हो इसलिए आप जैसे ही उस बोर्ड पर स्विच करते हैं तो यह एक संदेश के साथ आता है जैसे स्वागत या ऐसा कुछ और फिर आप इंटरफ़ेस के माध्यम से बस कुछ हेक्साडेसिमल कोड में अपने कार्यक्रम में प्रवेश करते हैं तो यह है कि यह एक प्रकार का इंटरफ़ेस है जो आपके पास हो सकता है इसलिए ये डिवाइस है उनके पास भी एक कंप्यूटर सिस्टम है क्योंकि यह कम्प्यूटेशन कर रहा है और आवश्यक कुल स्थान एक मेगाबाइट से कम हो सकता है और यहां तक कि एक पूर्ण स्क्रीन संपादक भी नहीं है जबकि कुछ प्रणालियाँ जो बहुत अधिक सामान्य हैं ताकि गीगाबाइट की आवश्यकता होगी और पूरी तरह से ग्राफिकल विंडोिंग सिस्टम पर आधारित होगी तो आप एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्राप्त करते हैं बहुत उन्नत ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज या लिनक्स या कहें सन सोलारिस और सभी इसलिए वे बहुत बड़े और बहुत अच्छी तरह से इस सॉफ्टवेयर को तैयार करते हैं और इसका उपयोग समग्र प्रणाली के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है तो इस तरह से हम ऑपरेटिंग सिस्टम की विभिन्न परिभाषाएँ प्राप्त कर सकते हैं एक अधिक सामान्य परिभाषा और जो हम आमतौर पर अनुसरण करते हैं वह यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर हर समय चलने वाला एक प्रोग्राम है जिसे आमतौर पर कर्नेल कहा जाता है तो हम कहेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ऐसा है जो सिस्टम में हमेशा चलता रहता है इसलिए जब भी आप सिस्टम से कुछ सेवा के लिए पूछ रहे हैं तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को एक अनुरोध भेजना होगा उदाहरण के लिए मैं एक कार्यक्रम निष्पादित करना चाहता हूं इसलिए मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना होगा कि मैं इस विशेष कार्यक्रम को निष्पादित करना चाहता हूं इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम बदले में क्या करेगा यह IO उपकरणों के संदर्भ में और CPU समय के संदर्भ में इस मेमोरी स्पेस के संदर्भ में एक वातावरण तैयार करेगा और फिर एक बार यह मेरे प्रोग्राम पर नियंत्रण स्थानांतरित कर देगा और जब मेरा कार्यक्रम पूरा हो जाता है तो यह एक जिम्मेदारी बन जाती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को नियंत्रण वापस दिया जाए इसलिए प्रोग्राम लिखते समय हम इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं लेकिन यह कंपाइलर डिज़ाइनर क्या करते हैं यह उस सिस्टम पर निर्भर करता है जिस पर आप अपना प्रोग्राम डाल रहे हैं जिसके लिए आप अपना प्रोग्राम विकसित कर रहे हैं तो यह सिस्टम कॉल का उपयोग करता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में उपलब्ध है ताकि आप ऑपरेटिंग सिस्टम से नियंत्रण प्राप्त कर सकें या आप ट्रांसफर कर सकें या आप ऑपरेटिंग सिस्टम पर नियंत्रण स्थानांतरित कर सकें इसलिए कार्यक्रम शुरू करते समय हम ऑपरेटिंग सिस्टम से अनुरोध करते हैं कि वह इससे नियंत्रित हो जाए और प्रोग्राम को समाप्त करते समय हमारे पास मेरे प्रोग्राम में उपयुक्त कोड होना चाहिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस कंट्रोल दे रहा होगा तो कुछ हमेशा पृष्ठभूमि पर चल रहा है तो जिसे हम कर्नेल कहते हैं तो कर्नेल के साथ साथ दो अन्य प्रकार के कार्यक्रम हैं जो चलेंगे सिस्टम प्रोग्राम कहलाते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े हैं लेकिन जरूरी कर्नेल का हिस्सा नहीं हैं और ऐसे एप्लिकेशन प्रोग्राम हैं जिनमें सिस्टम के संचालन से जुड़े सभी प्रोग्राम शामिल नहीं हैं इसलिए बुनियादी ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा जो हार्डवेयर से बात करता है अंतर्निहित हार्डवेयर द्वारा कार्य प्राप्त करता है कुछ अन्य प्रोग्राम हैं जो उपयोग किए जाते हैं जो वास्तव में उपयोगकर्ता को एप्लिकेशन प्रोग्राम विकसित करने में मदद करता है तो ये डेटाबेस की तरह हैं ये कंपाइलर की तरह हैं लिंकर्स उन्हें वास्तव में सिस्टम प्रोग्राम या सिस्टम सॉफ़्टवेयर कहा जाता है और आप कुछ अर्थों में कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है लेकिन हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वह इन कार्यक्रमों का है इसलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बाहर कर रहे हैं क्योंकि ये अन्य सॉफ्टवेयर हैं इसलिए वे वास्तव में अपना काम पूरा करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद लेते हैं जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि कंपाइलर सीपीयू का नियंत्रण प्राप्त करता है इसलिए इसे ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ कॉल का उपयोग करना होगा इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम को नियंत्रण वापस देने के लिए उसे केवल ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ सेवाओं का उपयोग करना होगा तो इस तरह से या डेटाबेस हेरफेर तो यह कुछ फ़ाइल हेरफेर करना है जब भी यह करने की जरूरत है इसलिए फ़ाइल एक्सेस वगैरह प्राप्त करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करनी होगी इस तरह हम सिस्टम प्रोग्राम के बारे में सोच सकते हैं इसलिए वे वास्तव में ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं और एप्लिकेशन प्रोग्राम वे हैं जो इन सिस्टम प्रोग्राम के शीर्ष पर डिज़ाइन किए गए हैं तो जो सिस्टम के लिए ऑपरेशन कर रहा होगा तो यह एक विशेष काम करने के बारे में उपयोगकर्ता की चीजों के लिए है यह सिस्टम प्रोग्राम द्वारा किया जाता है और वह अंतर्निहित ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद लेगा तो मोबाइल उपकरणों के उद्भव ने उन सुविधाओं की संख्या में वृद्धि की है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का गठन करते हैं तो कई कई सुविधाओं को जोड़ा गया है जैसे कि एक छोटा संदेश या एसएमएस भेजना इतना सामान्य ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास नहीं था लेकिन सेल फोन पर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को मुझे एक सुविधा प्रदान करनी चाहिए जिसके द्वारा यह एसएमएस भेजा जा सकता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में अक्सर न केवल एक कोर कर्नेल बल्कि एक मिडलवेयर भी शामिल होता है सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क का एक सेट जो एप्लिकेशन डेवलपर्स को अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करता है इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि कुछ अतिरिक्त चीजें प्रदान की जाती हैं जिनके द्वारा एप्लिकेशन डेवलपर्स अपने सॉफ्टवेयर को विकसित कर सकते हैं उदाहरण के लिए दो सबसे प्रमुख मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में से प्रत्येक IO और Google के एंड्रॉइड को शामिल करता है वे एक मिडलवेयर के साथ कोर मल्टीमीडिया की सुविधा देते हैं जो डेटाबेस मल्टीमीडिया ग्राफिक्स का समर्थन करते हैं कई और भी हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम या कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम के मूल के ऊपर कुछ मिडलवेयर हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम सेवाओं से बात कर सकते हैं और उन सिस्टम पर एप्लिकेशन के विकास को आसान बना सकते हैं तो यह कंप्यूटर सिस्टम कैसे विकसित हुआ तो बुनियादी हार्डवेयर और उपयोगकर्ताओं के साथ शुरू किया इसलिए प्रारंभिक कंप्यूटर सिस्टम जैसा कि मैंने कहा था कि मूल हार्डवेयर इसलिए यह विद्युत संकेतों का अर्थ समझ जाएगा इसलिए ये विद्युत संकेत उपयोगकर्ता हार्डवेयर को दे सकते हैं और हार्डवेयर उस पर प्रतिक्रिया देगा इस तरह यह जारी रह सकता है तो यह उपयोगकर्ता और हार्डवेयर एक कंप्यूटर सिस्टम में पहले दो घटकों में थे फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आया और उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कर रहे हैं तो हार्डवेयर से सेवाओं को प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कर रहे हैं और तदनुसार उपयोगकर्ताओं को ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से हार्डवेयर द्वारा किया गया काम मिल रहा है इसके बाद एप्लिकेशन डेवलपमेंट आता है इसलिए उपयोगकर्ता एप्लिकेशन विकसित करना शुरू कर देते हैं और वे एप्लिकेशन काम पूरा करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद ले रहे हैं और अंत में डेटाबेस सिस्टम या कई अन्य संकलक बिचौलिये की तरह आए इसलिए उन चीजों को विकसित किया जा रहा था और उन्होंने उपयोगकर्ता के जीवन को और भी सरल बना दिया क्योंकि उन्हें अब ऑपरेटिंग सिस्टम के शीर्ष पर एक और परत मिल सकती है जिसके द्वारा वे अंतर्निहित ऑपरेटिंग सिस्टम और अंतर्निहित हार्डवेयर से बात कर सकते हैं ताकि यह बहुत आसान बना देता है और इन बिंदुओं और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इस बिंदु पर कितने ऐसे स्तर हैं कितनी परतें हैं तो यह अब एक बड़ा सवाल है और कई बार एक दिन में तो हम एक सॉफ्टवेयर का विकास करते हैं और उस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए हम एक और सॉफ्टवेयर विकसित करते हैं इसलिए जैसा कि हम इस स्तर को बढ़ा रहे हैं इसलिए या इस स्तर पर अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह से कि सिस्टम के अंत उपयोगकर्ता के रूप में जीवन सरल हो रहा है लेकिन इसलिए और इस तरह से उन प्रणालियों को विकसित कर रहे हैं तो उपयोगकर्ता का जीवन आसान हो रहा है इसलिए उपयोगकर्ता बहुत आसानी से कुछ एप्लिकेशन विकसित कर सकता है उदाहरण के लिए जावा कहें तो जावा यदि आप जावा में एक प्रोग्राम लिखते हैं तो इसे किसी भी सिस्टम में पोर्ट किया जा सकता है और इसलिए हमें कंपाइलर की आवश्यकता नहीं है और हमारे पास है इसलिए हमें इंटरप्रेटर उपलब्ध हैं और वे काम करने के लिए होंगे लेकिन समस्या यह है तो कुछ मशीन है जो बीच में या तो आती है बीच में आने वाले कुछ सॉफ्टवेयर इस जावा कोड की व्याख्या कर सकते हैं और इसे अंतर्निहित ऑपरेटिंग सिस्टम या अंतर्निहित हार्डवेयर द्वारा निष्पादित कर सकते हैं तो इस तरह यह मशीन कोड इसके विपरीत एक सी कोड कम्पाइल सी कोड की तरह नहीं है तो यह सीधे एक मशीन कोड है और इसे सीधे हार्डवेयर को दिया जा सकता है तो मध्यस्थ सॉफ्टवेयर की यह उपलब्धता मदद कर रहे हैं जैसे कि आप जावा में लिखे प्रोग्राम को किसी अन्य सिस्टम में पोर्ट कर रहे हैं इसलिए यह बहुत सरल है तो आप बस बाइट कोड लें और इसे वहां ले जाएं जबकि कम्पाइलर के मामले में इसलिए एक प्रोग्राम का कम्पाइल संस्करण आसानी से सिस्टम दो में पोर्ट नहीं किया जा सकता है यदि अंतर्निहित प्रोसेसर अलग है तो आपको जो करने की आवश्यकता है वह यह है कि आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पर दूसरे कार्यक्रम को फिर से कम्पाइल करने और निष्पादन के लिए वहां मशीन कोड विकसित करने की आवश्यकता है तो इस तरह से विकास हो रहा है और यह एक सतत प्रक्रिया है तो परतों के बाद परतें जुड़ती जा रही हैं और इस तरह से सिस्टम चल रहा है तो वास्तव में आप ऐसा सोच सकते हैं जैसे कि हमें एक ऐसी स्थिति मिली है जहाँ हमें यह बुनियादी हार्डवेयर मिला है हमें यह बुनियादी हार्डवेयर मिला है और इसके शीर्ष पर हमने परतों को विकसित करना शुरू कर दिया है तो OS एक लेयर है फिर कुछ और लेयर फिर कुछ और लेयर तो उपयोगकर्ता इस लेयर से सीधे बात कर सकते हैं या उपयोगकर्ता इस से ऊपरी लेयर पर बात कर सकते हैं या उपयोगकर्ता सीधे हार्डवेयर से बात कर सकते हैं तो सब कुछ संभव है इसलिए यदि आप सिस्टम से अधिकतम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको सीधे हार्डवेयर से बात करनी चाहिए यदि आप ऐसा कर रहे हैं लेकिन हार्डवेयर से बात करना मुश्किल है क्योंकि आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजने होंगे इसलिए यदि आप थोड़े ऊँचे स्तर पर जाते हैं तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कर सकते हैं फिर उस स्थिति में भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए विवरण और सेवाओं को जानना होगा यह इसे मुश्किल बनाता है तो आप थोड़ा उच्च स्तर पर जा सकते हैं इस स्तर पर कि हमें कुछ एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर और इस एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर मिल गए हैं वे एक विशेष कार्य के लिए विशिष्ट हैं और शायद यह सॉफ्टवेयर विकास कार्य को आसान बनाता है फिर आपको एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर की एक और परत मिल गई है ताकि इस स्तर पर उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग इस बिंदु पर और फिर से कुछ सुविधाएं विकसित करने के लिए किया जा सके इसलिए एक उपयोगकर्ता के रूप में मैं इस एप्लिकेशन परत का उपयोग कर सकता हूं और अपना सॉफ़्टवेयर विकसित कर सकता हूं तो इस तरह से हम उपयोगकर्ता के जीवन को आसान और आसान बनाने के लिए बुनियादी हार्डवेयर के ऊपर और ऊपर बुनियादी ऑपरेटर हार्डवेयर की परतों के बाद परतों को जोड़ने के बारे में सोच सकते हैं